नमस्कार विद्यार्थियों तो पिछली कक्षा मैं हमने स्पर्श और वक्र के ग्रेडियंट डायवर्जेंस जैसे विषयों की उदाहरण पर काम किया हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिवजैसी चीजों को भी ज्ञात किया और पिछले कक्षा में हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री सदिश कैलकुलस के विभिन्न पहलुओं पर भी नजर घुमाई तो स्पर्श की तरह नॉर्मल और फिर हमने सेरिट फरेनेट सूत्र पर भी नजर घुमाई तो पिछली कक्षा में हमने 𝑅⃗ −𝑟⃗ × 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ⃗0 सूत्र को ज्ञात किया जहां पर 𝑟⃗ बिंदु P पर एक स्थान सदिश है तो अगर आपके पास एक वक्र है मान लीजिए 3 डाइमेंशनलन्यू ज्योमेट्री में तो यह हमारी x अक्ष है यह हमारी y अक्ष यह हमारी z अक्ष और यह हमारा मूल है तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का वक्र है तो मान लीजिए यह मेरा बिंदु P है यह मेरा बिंदु Q है और 𝑟⃗ बिंदु P का स्थान सदिश है और 𝑅⃗ किसी भी स्पर्श रेखा का स्थान सदिश है और बेशक वक्र का समीकरण कुछ इस प्रकार दिया जाएगा 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 तो अगर आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं तब उस मामले में हम दिए गए वक्र का 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ज्ञात करेंगे और फिर 𝑅⃗ −𝑟⃗ × 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ⃗0 लेते हुए यह हमें𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 वर्क के स्पर्श की मनचाही समीकरण प्राप्त हो जाएगा अब इस समीकरण को हम कार्तीय निर्देशांक प्रणाली के मामले में प्रस्तुत कर सकते हैं तो हम 3 डाइमेंशनल ज्योमेट्री में सतह पर स्पर्श की समीकरण से अवगत है और हम असल में इस समीकरण को कार्तीय निर्देशांक प्रणाली के मामले में प्रस्तुत कर सकते हैं तो हम यह कैसे करेंगे तो हम लिख सकते हैं 𝑟⃗ 𝑥𝑖̂ 𝑦𝑗̂ 𝑧𝑘̂ तो आइए हम लिखते हैं और फिर यहां से हम 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑖̂ 𝑑𝑦 𝑑𝑡 𝑗̂ 𝑑𝑧 𝑑𝑡 𝑘̂ को ज्ञात कर सकते हैं या मैं ऐसे भी लिख सकती हूं 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑖̂ 𝑑𝑦 𝑑𝑡 𝑗̂ 𝑑𝑧 𝑑𝑡 𝑘̂ 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑑𝑦 𝑑𝑡 𝑑𝑧 𝑑𝑡 तो बेशक यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं चाहे आप इसे 𝑖̂𝑗̂ 𝑘̂ के अनुसार लिखें या त्रिक के अनुसार तो दिए गए बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण कुछ ऐसे दिया जाता है तो अगर आपको पिछली कक्षा में किया गया याद है कि हम कुछ इस तरह 𝑅⃗ 𝑟⃗ 𝜆 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑥 𝑦 𝑧 𝜆 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑑𝑦 𝑑𝑡 𝑑𝑧𝑑𝑡 समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं तो फिर यहां से मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं 𝑋 𝑌 𝑍 𝑥 𝑦 𝑧 𝜆 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑑𝑦𝑑𝑡 𝑑𝑧 𝑑𝑡 अब मैं त्रिक को अपने बाय और ले जाऊंगी और फिर मैं 𝑖̂𝑗̂ और 𝑘̂ के गुणांक को दोनों तरफ बराबर रखूंगी तो अंततः हमें यह प्राप्त होगा 𝑋−𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑌−𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑡 𝑍−𝑧 𝑑𝑧 𝑑𝑡 𝜆 और यहां 𝑋 𝑌 𝑍 कोई भी बिंदु होगा स्पर्श रेखा पर दिए गए 𝑝𝑥 𝑦 𝑧 पर तो यह हमारी मनचाही स्पर्श रेखा का समीकरण है कार्तीय निर्देशांक प्रणाली में और आपने इस तरह के समीकरण को 3 डाइमेंशनल ज्योमेट्री में भी देखा होगा 3D मैं किसी रेखा के समीकरण के लिए तो यह सिर्फ इसका एक और रूप है कार्तीय निर्देशांक प्रणाली मामले में और हम जानते हैं कि सदिश रूप में यह 𝑅⃗ − 𝑟⃗ × 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ⃗0 है तो आइए अब कुछ और उदाहरण करते हैं जहां पर हम देखेंगे कि दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा को कैसे ज्ञात करते हैं तो अंतरिक्ष वक्र 𝑥 𝑡 𝑦 𝑡 2 𝑧 2 3 𝑡 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए या हम लिख सकते हैं 𝑟⃗ बराबर है या सिर्फ लिख ही नहीं सकते हम यहां पर t1 पर कुछ करेंगे भी तो हमें अंतरिक्ष वक्र पर दिए गए बिंदु t1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 𝑥𝑖̂ 𝑦𝑗̂ 𝑧𝑘̂ 𝑥 𝑦 𝑧

और अब हमारे पास सदिश के मामले में वक्र का समीकरण है दिए गए बिंदु P पर सदिश के रूप में जब हमारा t1 है मैं स्पर्श का समीकरण ज्ञात कर सकती हूं पहले सदिश के मामले में और दूसरे नंबर पर कार्तीय रूप में तोसदिश 𝑅⃗ − 𝑟⃗ × 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡0 के लिए तो यह स्पर्श रेखा का सदिश रूप मे समीकरण है तो सबसे पहले हमें 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ज्ञात करना होगा तो हमारा 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 क्या है तो अगर आप 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 को ज्ञात करना चाहते हैं फिर यह कुछ ऐसा होगा 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑖̂ 2𝑡𝑗̂ 3𝑡 2𝑘̂ तो यहां से 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑡1 𝑖̂ 2𝑗̂ 3𝑘̂ होगा तो यह स्पर्श है और बिंदु 𝑡 1 पर 𝑟𝑡𝑡1 𝑖̂ 𝑗̂ 2 3 𝑘̂ है इसलिए हमारे मन चाहे सदिश का समीकरण कुछ इस प्रकार होगा 𝑅⃗ − 𝑟⃗ × 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 ⃗0 ⇒ 𝑅⃗ − 11 2 3 × 123 ⃗0 तो अगर आप चाहते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 𝑅⃗ 𝑋𝑖̂ 𝑌𝑗̂ 𝑍𝑘̂ तो यह मूल रूप से𝑋 − 1 𝑌 − 1 𝑍 − 2 3 × 123 ⃗0 है तो यह बिंदु P पर दी गई अंतरिक्ष वक्र लिए हमारे स्पर्श रेखा की मनचाही समीकरण है जो कि इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकती है 𝑟⃗ 𝑡 बराबर है इस समीकरण के और जो के मूल रूप से स्पर्श 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है और यह बराबर ⃗0 है तो इस तरह से हम सदिश रूप के मामले में स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं अब हम कार्तीय रूप में इसको ज्ञात कर सकते हैं तो कार्तीय रूप में हमें 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 में t1 मान भरना होगाफिर वहां से 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑡1 1 𝑑𝑦 𝑑𝑡 𝑡1 2 𝑑𝑧 𝑑𝑡 𝑡1 3 होगा और इसलिए हमारी मनचाही समीकरण कुछ इस प्रकार होगी 𝑋−𝑥 1 𝑌−𝑦 2 𝑍−𝑧 3 और वहां परxyz स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु है बिंदु 𝑃11 2 3 पर तो 𝑡 1 पर बिंदु P कुछ इस प्रकार से दिया गया है 11 2 3 और वह 𝑋 𝑌 𝑍 स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु है तोमूल रूप से 𝑋 𝑌 𝑍 के रूप में 11 2 3 था और यही हमें चाहिए था और फिर हम𝑋 𝑌 𝑍 के लिए मान भरेंगे तो यह दिए गए P पर स्पर्श तल की मनचाही समीकरण है और यह कार्तीय रूप में है तो चाहे आप इसे सदिश रूप में दर्शाए या फिर कार्तीय रूप में यह आप पर निर्भर है और बिल्कुल उसी तरह से हम किसी भी मन चाहे वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण पता कर सकते हैं हमारे पास एक वक्र है कुछ इस प्रकार से x बराबर है तो यह उदाहरण यहां पर समाप्त होती है परंतु हमारे पास कुछ इस तरह 𝑥 cos 𝑡 𝑦 sin 𝑡 𝑧 𝑡 से भी हो सकता है और हम बिंदु 𝑡 𝜋 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण पता करना चाहते हैं तो हम हुबहू वही कदम अपनाएंगे और स्पर्श रेखा के लिए वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और फिर आप स्पर्श रेखा को सदिश रूप में या कार्तीय रूप में ज्ञात करने में सफल रहेंगे आपके पास कुछ इस तरह 𝑥 𝑡 2 𝑦 𝑡 4 𝑧 1 से भी हो सकता है और आपको स्पर्श रेखा का समीकरण t1 पर ज्ञात करने के लिए भी पूछा जा सकता है तो बिल्कुल वही सूत्र को इस्तेमाल करते हुए जो हमने पहले किया था और वह आपको स्पर्श रेखा की सदिश या कार्तीय रूप में मनचाही समीकरण देगा तो दी गई वक्र पर स्पर्श रेखा को ज्ञात करने वाली उदाहरण ज्यादा उलझी हुई नहीं होंगी इनमें सिर्फ कुछ डेरिवेटिव निकालने होंगे जिनकी कुछ बड़ी पावर्स होंगी कुछ उस प्रकार की चीजें परंतु आप उन्हें करने में पक्का सफल हो जाएंगे तोअब हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के पहलुओं की तरफ बढ़ जाएंगे परंतु बहुत ज्यादा नहीं इसमें हमारे स्पर्श और नॉर्मल शामिल होंगे और सेरिट फ्रेंनीट सूत्र तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए हमें इन विषयों का अध्ययन करना होगा तो आइए मैं इस विषय को एक छोटे बयान के साथ आपके सामने प्रस्तुत करती हूं करती तोमूल रूप से अब हम वक्र 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑠 पर दिए गए बिंदु P पर स्पर्श रेखा का अध्ययन करने जा रहे हैं या मूल रूप से यूनिट स्पर्श सदिश मैं रुचि रखते हैं तोs चापलंब है तोs और t पैरामीटर है परंतु जब हम s का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि s हमारी चापलंब को दर्शाती है तो मान लीजिए आपके पास वक्र की एक समीकरण दी गई है चापलंबाई के मामले में और फिर वहां से आप यूनिट स्पर्श सदिशकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं या सबसे पहले हम स्पर्श को देखेंगे फिर उसके बाद इकाई स्पर्श सदिश को तो मैं एक बहुत की महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं परंतु हम उसके सबूत को नजर अंदाज़ करेंगे क्योंकि इसका सबूत कुछ ज्यादा ही लंबा है और यह इस कोर्स के क्षेत्र में नहीं है परंतु जो पाठक इसमें रुचि रखते हैं वह किताबों में से इसे देख सकते हैं जो मैंने सूचीबद्ध संदर्भ में आपको बताई थी तो यह बयान कुछ इस तरह से जाएगा तो अगर सदिश 𝑟⃗ 𝑓⃗ एक सपाट वक्र की s के रूप में सदिश समीकरण है जोकि मूल रूप से एक चापलंब है तोs को पैरामीटर लेते हुए फिर 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑠 𝑡̂ है एक यूनिट स्पर्श सदिश तो याद रखिए रखिए 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 जैसे कि पिछली कक्षा में हमने किया था एक स्पर्श सदिश है तो यह असल में हमें वक्र पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श सदिश बताता है अब अगर हम तकनीकी रूप से यूनिट स्पर्श सदिश को ज्ञात करना चाहते हैं तो फिर हमें 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 को उसके परिमाण से विभाजित करना होगा इसका मतलब 𝑡̂ 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 तो 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 वक्र 𝑟⃗ 𝑓⃗ का स्पर्श दर्शाता है तो अगर हम यूनिट स्पर्श सदिश को ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 को इसके परिमाण से विभाजित करना होगा परंतु यह सूत्र कहता है कि अगर हमारे पास कोई वर्क 𝑟⃗ 𝑓⃗ एक सपाट सतह है फिर यूनिट स्पर्श सदिश 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑠 द्वारा दर्शाया जाता है तो अगर हम 𝑟⃗ को डिफरेंटशिएट करते हैं चापलंब के संदर्भ से एक पैरामीटर की तरह फिर उस मामले में पहले ऑर्डर डिफरेंट सेशन हमें यूनिट स्पर्श सदिशदेगा और इसलिए अब यहां से हम कैसे लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑠 तो यहां से यह मूल रूप से एक यूनिट स्पर्श सदिश है और अब यहां से मैं यूनिट स्पर्श सदिश को 𝑡̂𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 × 𝑑𝑡𝑑𝑠 कुछ ऐसे लिख सकती हूं तोयह एक और नतीजा था तो इसका मतलब हमारा 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 असल में एक स्पर्श सदिश था जो कि एक यूनिट सदिश नहीं था उसे 𝑑𝑠 𝑑𝑡 द्वारा दर्शाई जा सकता है चापलंब s का डिफरेंसेशन t के संदर्भ से गुना यूनिट स्पर्श सदिश 𝑡̂ तो यह बहुत अच्छा नतीजा है के किसी वक्र का डिफरेंसेशन चापलंब के संदर्भ से एक यूनिट स्पर्श सदिश होता है अब यहां से यह सूत्र हमें स्पर्श सदिश का समीकरण देगा जहां पर वक्र का समीकरण s के मामले में दिया गया है तो यहां हम देख सकते हैं कि वक्र का समीकरण s के रूप में दिया गया है और मूल रूप से स्पर्श सदिश को 𝑑𝑠 𝑑𝑡 गुना 𝑡̂ द्वारा ज्ञात किया जा सकता है तो आइए देखते हैं कि हम इस यूनिट स्पर्श सदिश को कैसे ज्ञात कर सकते हैं तो मैं एक उदाहरण से शुरुआत करती हूं तो सबसे पहले मान लीजिए वक्र का समीकरण 𝑥 𝑡 𝑦 𝑡 2 𝑧 𝑡 3 है तो वह वक्र का दिया गया समीकरण है हमें यूनिट स्पर्श सदिश का समीकरण ज्ञात करना है तो या तो हम d𝑟⃗ 𝑑𝑡 को ज्ञात करेंगे और फिर इसे इसके परिमाण से विभाजित कर देंगे या फिर हम पिछला सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर मैं लिख सकती हूं 𝑟⃗ 𝑡𝑖̂ 𝑡 2 𝑗̂ 𝑡 3𝑘̂ तो इसे मैं हमेशा लिख सकती हूं क्योंकि मैं इसे 𝑥𝑖̂ 𝑦𝑗̂ 𝑧𝑘̂ लिख सकती हूं अब यहां से मेरा 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑖̂ 2𝑡𝑗̂ 3𝑡 2𝑘̂ है तो यह मेरा 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 है और हम पिछले सूत्र से जानते हैं 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑡̂ 𝑑𝑠 𝑑𝑡 तो 𝑡̂ 𝑑𝑠 𝑑𝑡 तो इसे मैंने यहां पर लिखा इसलिए यहां से

1 क्योंकि 𝑡̂ एक यूनिट सदिश है तो इसका परिमाण हमेशा 1 होगा तो हमारे पास

और इसलिए √1 4𝑡 2 9𝑡 4होगा और अब मैं यहां पर इसे 𝑡̂ की तरह लिख सकता हूं तो स्पर्श सदिश कुछ इस प्रकार है 𝑡̂ 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑠 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ⁄ 𝑑𝑠𝑑𝑡 𝑖̂2𝑡𝑗̂3𝑡 2𝑘̂ √14𝑡 29𝑡 4 क्योंकि इसे 𝑑𝑡 𝑑𝑠 की तरह भी लिखा जा सकता है मैं इसे भाजक मैं रख लेंगे और फिर यह 𝑑𝑠 𝑑𝑡 बन जाएगा और अगर यह भाजक मैं होगा तो फिर 𝑑𝑠 𝑑𝑡 हमारे पास होगा और इसलिए मूल रूप से परिमाण या पॉजिटिव मूल्य है तो यह हमेशा पॉजिटिव रहेगा और 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑖̂ 2𝑡𝑗̂ 3𝑡 2𝑘̂ और होगा इसका मतलब फिर केवल पॉजिटिव मूल्य लेते हुए √1 4𝑡 2 9𝑡 4 तो यही हमें चाहिए था इसे हम अपना जवाब या यूनिट स्पर्श सदिशका मूल्य कह सकते हैं दिए गए वक्र पर बेशकजैसे कि मैंने कहा था हम इस वजन को विभाजित कर सकते हैं तो यह 6 नहीं बल्कि असल में 9 है तो हमने 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 को इसके परिमाण के साथ विभाजित कर सकते हैं और फिर यह हमें इकाई स्पर्श सदिश देगा परंतु इस मामले में अगर आपके पास t नहीं है और अगर आपके पास 𝑥 𝑠 𝑦 𝑠 3 चापलंब है या कुछ और तो उस का मतलब दी गई समीकरण चापलंब के अनुसार होगी और फिर हमें यूनिट स्पर्श सदिश को ज्ञात करने के लिए कोई और सूत्र इस्तेमाल करना होगा और आपके पास कुछ s के अनुसार है फिर मूल रूप से 𝑟⃗ का डेरिवेटिव s के संदर्भ से आपको यूनिट स्पर्श सदिश देगा तो यूनिट स्पर्श सदिश किसी वक्र का और चापलंब आपस में इस संबंध 𝑡̂ 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑠 के साथ जुड़े हुए हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है याद रखने के लिए और अबयह हमने अपना यूनिट स्पर्श सदिशविषय आपके आगे रखा अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ सकते हैं जोकि किसी बिंदु पर नॉर्मल है तो किसी बिंदु पर नॉर्मल तल नॉर्मल या नॉर्मल तल किसी बिंदु पर तो इसकी व्याख्या क्या है तल की व्याख्या इस प्रकार है एक तल किसी बिंदु P मे से जो स्पर्श पर बिंदु P पर परपेंडिकुलर है उस तल को उस बिंदु पर नॉर्मल तल कहते हैं तो यह हमारा नॉर्मल से अभिप्राय है तो आपके पास एक वक्र है और फिर आपके पास P पर एक स्पर्श है तो एक रेखा जो स्पर्श पर किसी एक बिंदु पर परपेंडिकुलर है उसे वक्र पर दिए गए बिंदु पर नॉर्मल कहते हैं तो आम भाषा में नॉर्मल तल किसी वक्र के नॉर्मल का सामान्य करण है तो गर आपके पास एक तल है किसी बिंदु P मे से और अगर यह स्पर्श तल पर दिए गए बिंदु P पर परपेंडिकुलर है तब उसको दिए गए सतह पर नॉर्मल तल कहते हैं या इस मामले में दिए गए वक्र के एक बिंदु P पर तो आइए हम देखें कि इस समीकरण को कैसे प्रस्तुत किया जाए तो हम जानते हैंस्पर्श तल का समीकरण 𝑅⃗ − 𝑟⃗ × 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 ⃗0 द्वारा दिया जाता है तो इसका मतलब यह दोनों सदिशआपस में समानांतर है तो 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 और 𝑅⃗ − 𝑟⃗ आपस में समानांतर है और इसलिए उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तोइसे ऐसा लिखें 𝑅⃗ − 𝑟⃗ × 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 0फिर 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 पर परपेंडिकुलर होगा और यह असल में नॉर्मल तल का समीकरण ज्ञात करने में हमारी मदद करेगा तो अगर 𝑅⃗ किसी भी बिंदु के स्थान सदिश को दर्शाता है नॉर्मल पर दिए गए बिंदु P पर जिसका स्थान सदिश 𝑟⃗ है फिर सदिश 𝑅⃗ −𝑟⃗ और 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे फिर इसका मतलब 𝑅⃗ − 𝑟⃗ × 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 0 है तो 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 मूल रूप से स्पर्श सदिश है और अगर हम 𝑅⃗ को नॉर्मल पर किसी बिंदु की तरह चुनते हैं जो के बिंदु P पर नॉर्मल है तो फिर उस मामले में 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 पर परपेंडिकुलर होगा बेशक यह समीकरण 𝑅⃗ − 𝑟⃗ × 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 0 मूल रूप से एक नॉर्मल तल की समीकरण है क्योंकि 𝑑 𝑟⃗ 𝑑𝑡 और𝑅⃗ − 𝑟⃗ आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और यही असल में हमारे नॉर्मल तल का मतलब है मतलब जो स्पर्श तल सदिश पर परपेंडिकुलर होता है असल में वही वक्र के बिंदु P पर नॉर्मल तल होता है तो यह समीकरण असल में दी गई वक्र 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 के एक बिंदु P पर उस नॉर्मल तलकी समीकरण है तो यह हमारे नॉर्मल तल की समीकरण है तो आज के भाषण में हमने सीखा के दिए गए बिंदु P पर स्पर्श तल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं हमें इन पर कुछ उदाहरण पर भी काम किया हमने यूनिट स्पर्श सदिश की धारणा से भी अवगत करवाया और हमने दिए गए बिंदु P पर दी गई वक्र पर नॉर्मल ज्ञात करना भी सीखा अगली कक्षा में हम कुछ उदाहरण पर काम करेंगे मैं यूनिट नॉर्मलकी धारणा को आप से अवगत कराने की कोशिश करूंगीऔर अगर समय रहा तो बायनॉर्मल की धारणा को भी तो आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त करती हूं और अगली कक्षा में हम अपना अगला विषय जारी रखेंगे धन्यवाद